सबका स्वागत है तो अब हम इस विषय पर चर्चा के अंतिम चरण में प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं आज अंतिम पूर्व कक्षा है और मैं किसी भी व्यावसायिक संगठन या किसी फर्म में प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली को लागू करने या सुनिश्चित करने के बारे में कुछ और अवधारणाओं पर चर्चा करूँगा तो पिछली कक्षाओं में पिछली दो कक्षाओं में हमने कुछ बातें कीं मैंने आपसे इस बारे में बात करना शुरू कर दिया है बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता या कहें कि प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली की तकनीक या तकनीकों की संख्या अतः अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मैं अधिक तकनीकों या अवधारणाओं पर चर्चा करूंगा जिनका उपयोग व्यावसायिक संगठनों में उचित प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है तो पिछली कक्षा में मैंने आपसे संतुलित स्कोरकार्ड के बारे में बात करना शुरू किया था है ना संतुलित स्कोरकार्ड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था यह हार्वर्ड के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर द्वारा खोजा गया है प्रोफ़ेसर रॉबर्ट कापलान द्वारा और उनका कहना है कि देखिये हर संगठन को अपने वित्तीय और गैर वित्तीय या परिचालन प्रदर्शनों के बीच संतुलन बनाते हुए एक स्कोरकार्ड तैयार करना पड़ता है और उन्हें यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि संगठन के परिचालन प्रदर्शन पर विचार करते हुए वित्तीय परिणाम कैसे रहे हैं अर्थात यह परिचालन प्रदर्शन वित्तीय परिणामो में कैसे प्रतिबिंबित होता है अतः हमें परिचालन और वित्तीय परिणामों के बीच संतुलन बनाना होगा अतः उन्होंने संतुलित स्कोरकार्ड की इस अवधारणा को विकसित किया कि प्रत्येक फर्म को यह संतुलित स्कोरकार्ड अवश्य तैयार करना चाहिए और फिर उन्हें अपने संगठन का मूल्यांकन करने की कोशिश करनी चाहिए अर्थात परिचालन प्रदर्शन कैसा है वित्तीय प्रदर्शन कैसा है दोनों के बीच क्या अंतर्संबंध है वह यहां बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इस कार्ड को संगठनों के लिए तैयार करना चाहिए तो यह कैसे अर्थात आगे बढ़ता है काम करता है एक संतुलित स्कोरकार्ड एक प्रदर्शन मापक और रिपोर्टिंग प्रणाली है जो वित्तीय और परिचालन मापको के बीच एक संतुलन बनाता है सही है फर्म द्वारा लिए गए वित्तीय मापक क्या है लागत में कमी के संदर्भ में राजस्व में वृद्धि के संदर्भ में गैर परिचालन आय के संदर्भ में और फिर परिचालन मापक यानि लागत में कमी प्राप्त करने में दक्षता और शायद संगठन के परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने को लेकर क्योंकि यदि आप संगठन के समग्र प्रदर्शन को देखते हैं तो इसे दो व्यापक घटकों में विभाजित किया जा सकता है एक संगठन का परिचालन प्रदर्शन है और दूसरा वित्तीय प्रदर्शन अतः हमें यहां यह देखना होगा कि अगर किसी संगठन या किसी फर्म का परिचालन प्रदर्शन बेहतर है तो शायद वित्तीय प्रदर्शन इस समय बेहतर नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं कि बहुत सुदृढ़ और प्रभावी परिचालन प्रदर्शन के कारण वित्तीय प्रदर्शन में सुधार होगा है ना लेकिन अगर इसका विपरीत हो रहा हो अर्थात अभी वित्तीय प्रदर्शन बढ़िया है लेकिन परिचालन प्रदर्शन अच्छा नहीं है अर्थात यह एक संकेत है कि कमजोर परिचालन संरचना जल्द ही कंपनी की सुदृढ़ वित्तीय ढांचे को ध्वस्त कर देगी अर्थात एक संतुलन होना चाहिए यदि कंपनी के परिचालन में कोई सुधार होता है तो उसे वित्तीय परिणामों में परिलक्षित होना चाहिए और हर समय हमें दोनों के बीच संतुलन सुनिश्चित करना चाहिए और फर्म या संगठनों में उचित नियंत्रण का उपयोग करना चाहिए दूसरी बात वह कहते हैं यह प्रदर्शन को पुरस्कार से जोड़ता है और यदि हमने प्रदर्शन में सुधार किया है तो लोगों को अवश्य पुरस्कृत करना चाहिए जो लोग उस बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी हैं उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए यह संगठनात्मक लक्ष्यों की विविधता को स्पष्ट मान्यता देता है सही है क्योंकि संगठन के अनेक लक्ष्य हैं सिर्फ एकल लक्ष्य नहीं है कि हम एक व्यवसायिक फर्म हैं अतः हमें सिर्फ फर्म के मूल्य को अधिकतम करना है या सिर्फ लाभ कमाना है नहीं हमारे पास कई हितधारक हैं और सभी हितधारकों की संतुष्टि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है अतः सभी को एक टीम के रूप में साथ रखना जहां आंतरिक हितधारक जैसे आपके कर्मचारी या शायद आपका मध्य स्तर का प्रबंधन या यहां तक कि निचले स्तर का प्रबंधन या कर्मचारी जब संगठन के लिए कुछ अच्छा करते हैं तब उन्हें संगठन में बहुत खुश होना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित अनुभव करना चाहिए और यहां तक कि सभी बाहरी हितधारक चाहे आप वित्तीय संस्थान या शायद निवेशक या शायद आपके आपोर्तिकर्ता या शायद सरकारी प्राधिकरण सभी को संगठन से खुश होना चाहिए तो इसका मतलब है कि हमें विशेषतः आंतरिक हितधारकों के प्रदर्शन को मान्यता देनी चाहिए हमें उन्हें अवश्य पुरस्कृत करना चाहिए और यह तभी संभव है जब आप संतुलित स्कोरकार्ड बनाएंगे यह संगठन लक्ष्यों की विविधता को स्पष्ट मान्यता देता है अर्थात संगठन लक्ष्य जो विविध प्रकृति के होते हैं यानि सभी हितधारकों की संतुष्टि निस्संदेह हम लाभ कमाना चाहते हैं निस्संदेह हम फर्म के मूल्य को अधिकतम करना चाहते हैं लेकिन हम उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार करना चाहते हैं हमें वितरण प्रणाली में भी सुधार करना होगा हमें बिक्री पश्चात सेवा में भी सुधार करना होगा और हमें समग्र उत्पादन प्रक्रिया में भी सुधार करना होगा अर्थात संगठन में विभिन्न लक्ष्य होते हैं और हमें सभी का ध्यान रखना चाहिए और अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि हम व्यवसाय को बहुत ही नियंत्रित तरीके से चला रहे है अब संतुलित स्कोरकार्ड के बारे में अगली बात यह स्कोरकार्ड चार प्रमुख दृष्टिकोणों से एक संगठन के प्रदर्शन को मापता है संगठनात्मक अधिगम व्यवसाय प्रक्रिया में सुधार ग्राहक संतुष्टि और वित्तीय सुदृढ़ता संगठनात्मक अधिगम सबसे पहले अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है संगठन को अपने स्वयं के परिचालन से सीखना चाहिए वातावरण में हो रहे बाहरी परिवर्तनों से सम्पूर्ण उद्योग में हो रहे बदलावों से और व्यवसाय जगत में हो रहे संपूर्ण परिवर्तनों से अर्थात हमें एक संगठन बनाना चाहिए हमें एक ऐसा फर्म बनाना जो अधिगामित हो क्योंकि यदि हर बार सुधार की संभावना हो तो इसे क्यों नहीं सीखे और लागू करें ठीक है तो यह पहली महत्वपूर्ण बात है व्यवसाय प्रक्रिया सुधार एक बार जब आप नई चीजें सीखते हैं जैसे कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का निर्माण कैसे करें इसे ग्राहकों को कैसे दें बिक्री बाद की सेवा को कैसे बेहतर बनाएं कैसे अपने कर्मचारियों अपने आपूर्तिकर्ताओं अपने निवेशकों अपने अंशधारकों का ध्यान रखें यहां सब कुछ महत्वपूर्ण है तो इसका अर्थ है कि अधिगम को व्यावसायिक प्रक्रियाओं या व्यावसायिक परिचालनो में सुधार के रूप में दिखना चाहिए और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आपके ग्राहक संतुष्ट होंगे और यदि ग्राहक संतुष्ट हैं क्योंकि अंततः वे मालिक हैं वे राजा हैं यदि हमारा राजा संतुष्ट है यदि वे संतुष्ट हैं यदि हमारा मालिक संतुष्ट है तो निस्संदेह बाज़ार में बने रहने और व्यवसाय में आगे बढ़ने का कारण विद्यमान है तो अंततः क्या होगा आपके बेहतर परिचालन प्रदर्शन के कारण आपके ग्राहकों की संतुष्टि अधिकतम है और चुकी आपके ग्राहक समूह संतुष्ट हैं वे संगठन का समर्थन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी वित्तीय ताकत अधिक बिक्री कम लागत और समग्र रूप से बेहतर लाभप्रदता के रूप में बेहतर होगी और अंत में फर्म का समग्र मूल्य बढ़ जाएगा तो यह संतुलित स्कोरकार्ड की संरचना है संतुलित स्कोरकार्ड की इस संरचना में यदि आप देखे तो हमारे पास इस संतुलित स्कोरकार्ड के चार महत्वपूर्ण घटक हैं और पहली बात यह है कि यदि आप इसे देखते हैं तो हमारे पास अधिगम और विकास है सही है यह पहला भाग है अधिगम और विकास अर्थात हर क्षेत्र में सभी चार अवधारणाओं में यहां चार उप घटक हैं पहला उद्देश्य है फिर मापक है फिर लक्ष्य है और उसके बाद पहल है अगर आप देखें तो सर्वत्र इन चारों में ये चीजें दी गई हैं इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ उद्देश्य निर्धारित करना होगा कि एक अधिगामी संगठन के रूप में आप क्या करना चाहते हैं अर्थात आप हर तरह से सीख्नना चाहते हैं और संगठन या संगठन के हितधारको के आँख कान नाक और दिमाग खुले हुए हैं और जब हमारे आँख कान नाक और दिमाग खुले हुए हैं और हम हर क्षण सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ उपाय विकसित करने होंगे कि कैसे हम इस उद्देश्य या सतत अधिगम को प्राप्त करेंगे हम अपने कर्मचारियों को विभिन्न सम्मेलनों में जाने हमारे वितरकों और वितरण के माध्यमों के साथ नियमित संवाद करने की अनुमति देंगे यदि संभव हो तो ग्राहकों तक पहुंचने और उनकी प्रतिपुष्टि लेने का प्रयास करें या शायद कोई अन्य उपाय अपनाएं और फिर लक्ष्य निर्धारित करें वह या कहिये की कैसे हम सीखेंगे और हम कौन सी नई चीजें सीखेंगे और संगठन में लागू करेंगे यदि कम से कम पूरे वर्ष में हम एक भी चीज सिखने और कार्यान्वित करने में सक्षम हैं तो वास्तव में वह बहुत बेहतर होगा सही है और इसके लिए हमें पहल करनी होगी सही है उस अधिगम के आधार पर उस लक्ष्य के आधार पर जो हमने सीखा है वह है कि आपको नई पहल करनी चाहिए और नए उत्पादों नई सेवाओं नई वितरण प्रणाली नई पैकेजिंग और बिक्री बाद सेवा की नई तकनीक लाने का प्रयास करना चाहिए फिर उसके बाद हम आंतरिक व्यवसाय सुधार के बारे में बात करते हैं तो हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं एक तरफ आंतरिक व्यवसाय सुधार क्योंकि वित्तीय खेद है अधिगम और विकास जो आपको आंतरिक व्यवसाय सुधार की तरफ ले जाते हैं दूसरी ओर जब आंतरिक व्यवसाय में सुधार होता है तो निश्चित रूप से ग्राहक संतुष्ट होते हैं और फिर से हर चार में इन चारों अवधारणा या घटकों में हमारे पास फिर से वही चार उप घटक हैं उद्देश्य मापक लक्ष्य और पहल अतः हम यहां हैं अधिगम और विकास इसके आधार पर आंतरिक व्यवसाय प्रक्रियाओं में सुधार और फिर ग्राहकों की संतुष्टि और फिर समग्र रूप से यह संगठन की वित्तीय वृद्धि को बढ़ावा देगा वित्तीय सफलता के लिए हमें अपने अंशधारकों को कैसा दिखना चाहिए क्योंकि अंतत फर्म के मूल्य का अधिकतमकरण अनंतिम उद्देश्य है अगर हम सबको साथ लेकर सबके हित को ध्यान में रखते हुए इसे प्राप्त करने में सफल होते हैं तो फर्म का मूल्य अवश्य ही अधिकतम हो जाएगा और कुल मिलाकर अंशधारक अत्यंत खुश होंगे और संगठन का समर्थन करते रहेंगे तो इस मामले में अर्थात जब आप अधिगम और विकास की बात करते हैं तो हम यहाँ अपनी दृष्टि को प्राप्त करने की बात करते हैं कैसे हम परिवर्तन और सुधार की अपनी क्षमता को बनाए रखेंगे और व्यवसाय प्रक्रिया सुधार के मामले में अपने अंशधारकों और ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए हमें किन व्यवसाय प्रक्रियाओं को करना चाहिए तो इसका मतलब है कि हमें आंतरिक व्यवसाय प्रक्रियाओं में सुधार करके अपने अंशधारकों और ग्राहकों को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए अपनी दृष्टि की प्राप्ति हेतु हमें अपने ग्राहकों को कैसा दिखना चाहिए ठीक है तो इसका मतलब है कि ये संतुलित स्कोरकार्ड के चार महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो किसी भी संगठन की दृष्टि और रणनीति में परिवर्तित हो सकते हैं यदि आपके पास बेहतर दृष्टि है यदि आपके पास भविष्य में आगे बढ़ने का बेहतर तरीका है यदि आप लक्ष्यों को तय करते हैं कि मैं आज स्टार्टअप हूँ सही है पांच साल बाद मैं एक निजी लिमिटेड कंपनी बन जाऊंगा मैं जोखिम उद्दयम पूंजी वेंचर कैपिटल फंड को छोड़ दूंगा और नए पूंजी स्रोत खोजूंगा जो बहुत प्रतिस्पर्धी और अत्यंत लागत प्रभावी हो और फिर एक निजी लिमिटेड कंपनी बनने के बाद अगले पांच वर्षों में मैं इसे एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर दूंगा मैं एक आईपीओ लेकर आऊंगा और फिर मैं इस कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाऊंगा और उसके बाद हम राष्ट्रीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी और ट्रांसनेशनल कंपनी बन जाएंगे अर्थात हमारे पास दृष्टि होनी ही चाहिए यानि उद्यमियों का एक महत्वपूर्ण गुण है कि उसे दूरदर्शी होना चाहिए हम धीरूभाई अंबानी के बारे में बात करते हैं जिन्होंने इस देश में दो सौ से अधिक वर्षों से मौजूद कई कंपनियों को पछाड़ दिया और रिलायंस समूह को देखिये आज वे कहाँ हैं तो इसका मतलब है बहुत सारे कारक होते हैं लेकिन एक महत्वपूर्ण कारक धीरूभाई अंबानी की दृष्टि है कि वह भविष्य में आगे देख सकते हैं और अपनी दृष्टि के कारण व्यवसाय कौशल से इतर अपनी दृष्टि पर आधारित रणनीति के कारण अर्थात वे एक संगठन को बना पाए जिसे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है अर्थात आपको परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन के बीच संतुलन बनाना होगा और फिर सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबंधन नियंत्रण है जिसका उपयोग किया जा सकता है और जो संगठनों और व्यवसायिक फर्मों के लिए अत्यंत सहायक हो सकता है अब अगली बात प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की है अब हमें कहिये कि सिर्फ बेहतर संगठनात्मक नियंत्रण या प्रबंधन नियंत्रण कायम करने के लिए हमें कुछ प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की पहचान करनी होगी हमें कुछ प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की पहचान करनी होगी प्रमुख प्रदर्शन संकेतक क्या हैं वे ऐसी विधियाँ हैं जो संगठन को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित करते हैं मुख्य प्रदर्शन संकेतक हैं प्रतिस्पर्धी मूल्य पर गुणवत्तापूर्वक उत्पाद और फिर बहुत ही कुशल तरीके से ग्राहक को उसके स्थान पर देना और फिर ग्राहकों को बिक्री बाद सर्वोत्तम सेवा प्रदान करना ये कुछ प्रमुख प्रदर्शन मापक हो सकते हैं धीरूभाई अंबानी खुद कहते थे कि एक व्यवसायी के रूप में मेरा काम प्रतिस्पर्धी मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बनाना और इसे लोगों तक पहुँचाना है और अगर मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ तो मैं अपने संगठनात्मक लक्ष्य संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम हूँ इसलिए हमें मुख्य प्रदर्शन संकेतकों का पता लगाना होगा और परिचालन संरचना में सुधार हम पहले यहाँ से शुरू करेंगे यदि आप अपनी परिचालन संरचना में सुधार करते हैं तो निश्चय ही आप अपनी वित्तीय ढांचे में स्वतः ही सुधार कर लेंगे इसलिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक की पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है अगली चीज है लक्ष्य अनुरूपता मौजूद है अर्थात अगली चीज लक्ष्य अनुरूपता है जब व्यक्ति और समूह के संगठनात्मक लक्ष्य समान होते हैं तो लक्ष्य अनुरूपता मौजूद होती है एक केंद्र बिंदु एक केंद्र बिंदु लक्ष्य अनुरूपता है हमें प्रमुख प्रदर्शन मापक प्रमुख प्रदर्शन संकेतको की पहचान करनी है इन प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग करते हुए हमें उस संगठन से संबंधित सभी लोगों के लिए उस संगठन से जुड़े सभी हितधारकों हेतु एक लक्ष्य बनाना होगा कि एकल लक्ष्य सभी हितधारकों के विकास के साथ संगठन का समग्र विकास होगा सही है ताकि मेरे व्यक्तिगत लक्ष्य बाद में प्राप्त होंगे लेकिन पहले मुझे संगठनात्मक कार्यसूची या संगठनात्मक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए मेरे संगठनात्मक लक्ष्य मेरे व्यक्तिगत लक्ष्यों से पहले आना चाहिए सही है यह तब प्राप्त होता है जब कर्मचारी अपने स्वयं के सर्वोत्तम हित में काम करते हुए ऐसे निर्णय लेते हैं जो संगठनात्मक लक्ष्यों या संगठन के समग्र लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं यह तब प्राप्त होता है जब कर्मचारी अपने स्वयं के सर्वोत्तम हित में काम करते हुए ऐसे निर्णय लेते हैं जो संगठनात्मक लक्ष्यों या संगठन के समग्र लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं सही है तो इसका मतलब है कि जब कर्मचारियों को उस तरह का लक्ष्य दिया जाता है और सभी कर्मचारियों के लिए संगठन द्वारा ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि आप इस फर्म के लिए जो कुछ भी करते हैं इस फर्म के बेहतर प्रदर्शन के लिए जो भी संभव और सर्वोत्तम प्रयास करते हैं अंततः यह एक नया लाभ है यदि संगठन बढ़ता है तो हम सभी बढ़ेंगे यदि संगठन बढ़ता है तो सभी हितधारक ऊपर जायेंगे और चूकी कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण हितधारक आंतरिक हितधारक हैं और यदि वे यह अनुभव करते हैं कि हमें संगठन लक्ष्य को सर्वोच्च मानकर काम करना है तो अंत में आप कह सकते हैं कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है शायद दंडात्मक कार्यवाई बलपूर्वक कार्यवाई हो सकता है कि आप उन्हें हर समय प्रेरित रखें हो सकता है कि आप उन्हें हर समय मिलाकर रखें और आप हर समय उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बना के रखे जो स्वयं लक्ष्य निर्धारण और प्राप्ति में शामिल होता है तो इसका मतलब है कि यह फिर से एक बेहतर नियंत्रण विधि प्रदर्शन मापक है हमें प्रदर्शन सुधारना है दो तरीके हैं या तो आप बलपूर्वकदंडात्मक कार्यवाई कर सकते हैं या आप बहुत सकारात्मक प्रेरणादायक विधि अपना सकते हैं जिसे आप सहभागी विधि कह सकते हैं तो कौन सा बेहतर है बेहतर तो यह है कि हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा जो सभी हितधारकों के लिए बहुत ही प्रेरक उत्साहजनक और सहभागी हो अर्थात अंततः संगठन और फर्म की सभी गतिविधियाँ नियंत्रित हैं शायद सभी एक ही दिशा में काम कर रहे है इसलिए पहला प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की पहचान है और फिर एक समझ पैदा करना जहाँ लक्ष्य अनुरूपता सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और संगठन के लक्ष्य व्यक्तिगत लक्ष्यों या कर्मचारियों के व्यक्तिगत कार्यसूची से सबसे पहले आते हों तो निस्संदेह ये विधियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत उपयोगी होनी वाली हैं फिर प्रबंधकीय प्रयास सही है जब संकेतक की पहचान हो जाती है तो सभी हितधारक आंतरिक हितधारक निचले स्तर के कर्मचारी मध्यम स्तर के कर्मचारी शीर्ष स्तर के कर्मचारी या प्रबंधन सब संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं और एक तरह से तो प्रबंधकीय प्रयासों को सुदृढ़ बनाना होगा और निरंतरता बनाये रखनी होगी हमने पहले ही ज्ञात कर लिया कि क्या करना है और कैसे करना है ठीक है हमने पहले ही एक लक्ष्य निर्धारित किया है जो संगठन से संबंधित सभी के लिए सर्वोच्च लक्ष्य है फिर हमें प्रक्रिया शुरू करने प्रक्रिया को बनाए रखने और इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रबंधकीय प्रयासों की आवश्यकता है अतः पुनः मनमाना प्रबंधन नियंत्रण प्रत्याशित है तो प्रबंधकीय प्रयास यानि एक लक्ष्य या उद्देश्य हेतु परिश्रम हमें एक लक्ष्य या उद्देश्य के लिए परिश्रम करना होगा अब हमें इस बारे में सोचना होगा कि अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करें अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें और इसके लिए हमें इनकी आवश्यकता है हमें नियोजन की आवश्यकता है हमें पर्यवेक्षण की आवश्यकता है हमें निरंतर सोच की आवश्यकता है योजना बनाएं उसका निष्पादन करें और निष्पादन के दौरान कुछ पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी अर्थात ये करें ताकि सभी इसमें सम्मिलित रहे सभी संगठन में सहभागी बनें फर्म या संगठन को अपना सर्वश्रेष्ठ दे सौ प्रतिशत और उसी समय यह सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं अर्थात वह संतुलित स्कोरकार्ड का एक महत्वपूर्ण घटक भी है और वह है अधिगामी संगठन का निर्माण तो यदि आप हर समय सोचते रहते हैं और हर समय आप एक ही दिशा में काम कर रहे हैं हम लोग सोच रहे हैं कि उनके प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाएं संगठन के प्रदर्शन में कैसे सुधार करें आप क्या प्राप्त करने जा रहे हैं समग्र सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और यही इस प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली का अंतिम उद्देश्य है एक और महत्वपूर्ण पहलू प्रेरणा है कर्मचारियों को प्रेरित रखे एक उत्प्रेरणा है प्रेरणा कुछ चयनित लक्ष्यों के लिए एक उत्प्रेरणा है कुछ चयनित लक्ष्यों के लिए हमारा लक्ष्य क्या है जब लक्ष्य अनुरूपता होती है सभी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं सभी उस दिशा में अंशदान दे रहे हैं अर्थात यह प्रयासों को जन्म देता है कि यह मेरा लक्ष्य है यह मेरा संगठन है मैं लक्ष्य को प्राप्त करूंगा अतः यह प्रयासों को जन्म देता है और यह उस लक्ष्य के प्रति कार्रवाई पैदा करता है यह उस लक्ष्य के प्रति कार्रवाई पैदा करता है क्योंकि मैं प्रेरित हूं मैं अपने संगठन के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं और अगर मैं अपने संगठन के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं तो निश्चित रूप से मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है या कोई और मुझे ये बताये कि ठीक है आज आपको यह काम करना है या यह आपका काम है या आपसे यह अपेक्षित है कुछ भी नहीं आपकी अपनी रुचि है क्योंकि आप पूर्णतः प्रेरित कर्मचारी हैं आप संगठन के पूर्णतः सहभागी कर्मचारी हैं और आपको यह इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई मुझे कुछ करने के लिए कहेगा तभी मैं इसे करूंगा और फिर एक बार जब मैं संगठन में उस संस्कृति के कारण स्वयं प्रेरित हूं तो निस्संदेह मेरे कार्य स्वतः ही उस दिशा में होंगे तो प्रेरणा आपके प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग है फिर हम नियंत्रण क्षमता के बारे में बात करते हैं क्योंकि निश्चय ही जब हम योजना बनाते हैं तो हमें उस प्रदर्शन को मापना होगा कि हमने जो योजना बनाई हमने उन योजनाओं को कैसे निष्पादित किया और हमारा प्रदर्शन कैसा है इसलिए जब आप योजना बनाते हैं और यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि हमारे नियोजित उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया गया है हमारा प्रदर्शन कैसा रहा है तो हम संगठन के मामलों को नियंत्रित करने के बारे में बात करते हैं हर समय क्योंकि मैंने आपके साथ कई तकनीकों पर चर्चा की हमने लागत पत्रक की अवधारणा पर चर्चा की हमने बजट मानक लागत की अवधारणा पर चर्चा की वह सब क्या था ये सब ये सभी तकनीकें संगठन में नियंत्रण स्थापित करने हेतु हैं जब आप एक लागत पत्रक मानक लागत पत्रक छद्म लागत पत्रक तैयार करते हैं तो ये मार्गदर्शक बल होते हैं कि देखिये उत्पादन की प्रति इकाई लागत इतनी होनी चाहिए यह प्रति इकाई उत्पादन की अपेक्षित लागत है यह उत्पाद ए बी सी और डी के लिए एक लागत पत्रक है अतः जब वह लागत पत्रक हमारे पास तैयार होता है तो हमने मानकों को निर्धारित कर दिया है जब आप पूरे फर्म के लिए बजट तैयार करते हैं तो यह हमारा बजटीय लाभ है यह हमारी बजटीय वित्तीय स्थिति है तो हम क्या करने जा रहे हैं हम बजट के विरूद्ध अपने वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करने जा रहे हैं और विचरण का पता लगाने जा रहे हैं और अंततः नियंत्रित लागू करने की एक विधि है तो इसी तरह आप मानक लागत की बात करते हैं बजट में हमने समग्र फर्म की बात की एक समष्टि स्तर के नियंत्रण की और मानक लागत में हमने इकाई स्तर के नियंत्रण उत्पाद स्तर के नियंत्रण की बात की इसलिए जब हम सूक्ष्म स्तर प्रदर्शन के निम्नतम स्तर पर आते हैं और हमने योजना बनाई निष्पादित किया और फिर हम प्रदर्शन की तुलना योजना से करते हैं अर्थात हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं जिसे संगठन की गतिविधियों का नियंत्रण कहा जाता है जो हमेशा आवश्यक है जिसकी सबको हमेशा आवश्यकता है नियंत्रण क्षमता नियंत्रणीय लागत में कोई भी लागत शामिल है जो एक प्रबंधक के निर्णय और गतिविधि से प्रभावित होती है क्योंकि नियंत्रण अन्यथा महत्वपूर्ण है जैसा की मैंने आपके साथ चर्चा की है कि देखिये अच्छे या बुरे प्रदर्शन के दो प्रकार के कारण हो सकते हैं पहला कारण नियंत्रणीय कारण हैं और दूसरा अनियंत्रणीय कारण हैं यदि कारण नियंत्रणीय हैं यदि कारक नियंत्रणीय हैं तो क्यों न उन्हें नियंत्रित किया जाये यदि वे अनियंत्रणीय हैं तो ठीक है वे नियंत्रण से परे हैं कोई कुछ भी नहीं कर सकता है यदि फर्म को 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है और यदि आप आंतरिक बिजली उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हैं तो निश्चित रूप से हमें इस बात से समझौता करना होगा कि दिन में सिर्फ 16 से 18 घंटे ही बिजली उपलब्ध है अतः उस 16 से 18 घंटे में एक दिन की उस समयावधि में ही हमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है हम अपने संयंत्र की क्षमता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है हम और कुछ नहीं कर सकते ठीक है अतः हम क्या कर सकते हैं हम क्या नहीं कर सकते हैं इसकी पहचान नियंत्रण की आवश्यकता है और अगर हम कुछ कर सकते हैं और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें इसके कारणों का पता लगाना होगा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं ठीक है तो नियंत्रण यह पता लगाना है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं ताकि चीजें एक वांछित दिशा में बनी रहें और फर्म की समग्र लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित हो सके और अनियंत्रणीय लागत है कोई भी लागत जो एक निश्चित समयावधि के भीतर एक उत्तरदायित्व केंद्र के प्रबंधन से प्रभावित नहीं किया जा सकता है यदि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं तो नियंत्रित करें यदि नहीं तो छोड़ दें इसलिए हम पूरे फर्म को विभिन्न उत्तरदायित्व केंद्रों में विभाजित करते हैं क्योकि हम उस उत्तरदायित्व केंद्र में काम करने वाले व्यक्ति या लोगों का उत्तरदायित्व तय करना चाहते हैं हम जानते हैं कि कुछ कारक नियंत्रणीय हैं लेकिन नियंत्रित नहीं किये गए और लागत बढ़ गई या हानि अधिक हो गई या रिसाव और बढ़ गया लेकिन कुछ कारक अनियंत्रणीय हैं यदि कारक नियंत्रणीय हैं तो आप उत्तरदायित्व तय कर सकते हैं कारण नियंत्रणीय थे लेकिन हमने उन्हें नियंत्रित नहीं किया लेकिन अगर वे अनियंत्रणीय है तो हम कह सकते हैं कि सबने विभिन्न उत्तरदायित्व केंद्रों में पूरा प्रयास किया परन्तु किसी कारणवश वे अनियंत्रणीय कारक है अतः हमें उन कारकों को छोड़ना होगा और या तो विकल्प खोजने होंगे या फिर हमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपाय करने होंगे अतः यदि आप इन सभी चीजों को करने में सक्षम हैं यदि आप महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतक का पता लगाने में सक्षम हैं यदि आप अपने कर्मचारियों को प्रेरित रखने में सक्षम हैं यदि आप लक्ष्य अनुरूपता प्राप्त करने में सक्षम हैं और यदि आप संगठन के मामलों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं तो फलतः क्या होगा परिणामस्वरूप अंशदान मार्जिन में सुधार होगा अंशदान मार्जिन में सुधार होगा क्योंकि अंशदान मार्जिन क्या है हम यह जानते हैं कि अंशदान मार्जिन जब आप बात करते हैं यानि यदि आप सीमांत लागत को याद करें तो हम बिक्री घटाव परिवर्तनीय लागत लेते हैं अतः यह एक अंशदान मार्जिन है यह एक अंशदान है घटाव स्थिर लागत जब आप इसमें से स्थिर लागत घटाते हैं तो आपको लाभ मिलता है तो संगठनों का अंतिम उद्देश्य क्या है फर्म की लाभप्रदता में सुधार और फर्म की लाभप्रदता में सुधार के लिए हमें यहां क्या करना है हमें अंशदान मार्जिन में सुधार करना होगा और यदि आप सभी संभावित कार्रवाई करते हैं चीजों को नियंत्रण में रखते हैं तो यह स्वचालित रूप से बेहतर अंशदान और अंततः बेहतर लाभप्रदता में परिलक्षित होगा अंशदान मार्जिन गतिविधि या मात्रा में अल्पावधि परिवर्तनों की आय पर होने वाले प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने में विशेष रूप से सहायक है क्योंकि जैसे ही आप उत्पादन प्रक्रिया को बदलते हैं या आप उत्पादन प्रक्रिया में कोई सुधार करते हैं एक परिचालन चक्र की अवधि क्या है अधिकतम एक माह या शायद 10 दिन 15 दिन 20 दिन या 30 दिन हो सकता है अतः यदि आप गुणवत्तापूर्ण सामग्री खरीद रहे हैं अगर हम कम कीमत पर सामग्री खरीद रहे हैं या हम अपनी उत्पादन प्रक्रिया में कुछ सुधार कर रहे हैं अगर हम कमियों को दूर कर रहे हैं और अपव्यय को न्यूनतम कर रहे हैं तो उस परिचालन चक्र के अंत में यह बेहतर प्रदर्शन में परिलक्षित होगा अर्थात यह उत्पादन की घटती लागत उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता और अंततः विक्रय मूल्य और उत्पादन लागत के बीच अंतर में वृद्धि के कारण बेहतर लाभप्रदता में परिलक्षित होगा इसलिए अंशदान बढ़ जाएगा प्रबंधक जल्दी से राजस्व में किसी भी अपेक्षित बदलाव की गणना अंशदान मार्जिन या अनुपात को बिक्री में वृद्धि से गुणा करके कर सकते हैं आप समझ सकते हैं कि किस अनुपात में अंशदान बदला है और किस अनुपात में संगठन की आय या लाभप्रदता बदलेगी अगली बात हम इस बारे में बात करेंगे कि आप विभाजन करके या कहे कि निम्न अवधारणा का अनुसरण करके संगठनात्मक नियंत्रण को लागू या प्राप्त कर सकते हैं विभाजन एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है सामान्यतया हम इस अवधारणा का उपयोग बाजार विभाजन हेतु करते हैं कि जब हम बाजार में अपने उत्पाद को बेचते हैं तो हम पूरे बाजार को विभिन्न खंडों में विभाजित करते हैं और खंड भौगोलिक हो सकता है खंड जनसांख्यिकीय हो सकता है खंड किसी अन्य आधार पर हो सकता है जब यह भौगोलिक होता है तो आप कह सकते हैं कि सम्पूर्ण भारतीय बाजार के चार व्यापक खंड हैं जो कि उत्तरी भाग उत्तरी बाजार है फिर दक्षिणी बाजार है और फिर यह पश्चिमी और पूर्वी है या कभी कभी पांचवां भी जो मध्य भारत है तो ये सभी चार या पाँच खंड हैं अब हमें बहुत ही रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ना है और अपनी उपस्थिति को सभी चार पांच क्षेत्रों में जताना है परन्तु चरणबद्ध तरीके से सही है तो इसी तरह आप जनसांख्यिकीय खंड के बारे में बात करते हैं यदि आप कोई उत्पाद बनाने की योजना बना रहे हैं तो हम किस खण्ड के लोगों के लिए किन संभावित ग्राहकों को लक्षित करना चाहते हैं या हम किसके लिए उत्पाद का निर्माण करना चाहते हैं तो विभाजन खंड उत्तरदायित्व केंद्र हैं जिनके लिए राजस्व और लागत का एक अलग मापक होता है हम उत्तरी भारत में प्रवेश कर रहे हैं हम उत्तर भारत में उत्पाद प्रस्तुत करना चाहते हैं अब इस बाजार का कुल आकार क्या है हम लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं बाजार में मौजूदा प्रतियोगी कौन हैं और हम कैसे मौजूदा ग्राहकों या संभावित ग्राहकों के मन में अपनी उपस्थिति बना सकते हैं अर्थात आप चरणबद्ध तरीके से अग्रसर हैं मैं पूरे देश के बाजार में काम शुरू नहीं करूंगा मैं इसे विभिन्न खंडों उप खंडों में विभाजित करूंगा जो मेरे और मेरे संगठन के लिए एक उत्तरदायित्व केंद्र होंगे और फिर विभिन्न खंडो के लिए लक्ष्य का निर्धारण मैं प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ूंगा इसलिए पूरी फर्म को अलग अलग खंडो में विभाजित करना आप कह सकते हैं कि आप विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने जा रहे हैं और आप इन विभिन्न खंडो को विभिन्न उत्तरदायित्व केंद्रों के रूप में मान सकते हैं तो खण्ड है हम कह सकते हैं कि वर्तमान में हमारे पास दो खंड हैं हमारे पास सम्पूर्ण बाजार के दो खंड हैं उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र भारत का उत्तरी बाजार भारत का दक्षिणी बाजार और आगामी वर्ष में हम यह कुल बिक्री प्राप्त करेंगे अब हम बाजार के अन्य दो या तीन खंडों में जा रहे हैं मैं पूर्वी क्षेत्र में नहीं जाना चाहता मैं पश्चिमी क्षेत्र में नहीं जाना चाहता मैं मुख्यतः मध्य क्षेत्र में नहीं जाना चाहता मैं देश के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग पर ध्यान केंद्रित करूंगा मेरी बिक्री यानि क्षेत्र वार यह इतनी होगी उदाहरण के लिए इसमें 950000 डॉलर और दक्षिणी बाजार में 1950000 डॉलर और अंत में मेरा कुल प्रदर्शन यह होगा इसलिए आप पूरे बाजार को विभिन्न खंडों में विभाजित कर सकते हैं और वे खंड हमारे लिए उत्तरदायित्व केंद्र हो सकते हैं हम उसके लिए लक्ष्य तय कर सकते हैं हम प्रदर्शन और निष्पादन करेंगे और फिर अंत में हम यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे या नहीं ठीक है इसलिए विभाजन एक अन्य प्रक्रिया है किसी भी संगठन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का एक और तरीका है और प्रत्येक खंड हमारे लिए एक व्यक्तिगत स्वतंत्र उत्तरदायित्व केंद्र है और फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि हम प्रत्येक खंड प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र का प्रदर्शन सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं आगे प्रबंधन नियंत्रण और गुणवत्ता नियंत्रण को लागू करने के लिए उपायों की एक श्रृंखला है गुणवत्ता नियंत्रण के क्या उपाय हैं हम उन्हें कैसे लागू कर सकते हैं और कैसे हम अर्थात यह सुनिश्चित करें कि उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करके यह बेहतर परिचालन प्रदर्शन और वित्तीय प्रदर्शन में कैसे प्रतिबिंबित होगा यह मैं आपके साथ अगली और अंतिम कक्षा में चर्चा करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद